सभी को नमस्कार हम अर्थमैटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस कर रहे थे आज क्लास में हम ओवरफ्लो डिटेक्शन इन एडर और BCD अर्थमैटिक arithmetic कैसे करते हैं यह देखेंगे तो हम BCD एडर और सबट्रैक्टर सर्किट देखेंगे यहां हमें कुछ आईडिया आएगा कुछ थीरइटिकल कांसेप्टस के बारे में जैसे कि 10's कंप्लीमेंट हम यह भी देखेंगे कि अगर हम BCD सबट्रैक्शन के लिए 9's कंप्लीमेंट का उपयोग करें तो क्या होगा इसी दौरान हम इक्विवेलेंट के बारे में भी देखेंगे जो सबट्रैक्शन के लिए 1's कंप्लीमेंट यूज कर सकें 2's कॉन्प्लीमेंट सब ट्रैक्शन हमने पहले ही इस्तेमाल किया है तो अगर 1's कॉन्प्लीमेंट सब ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करें सबसे पहले ओवरफ्लो डिटेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे उसके लिए हम फिर से नंबर रिप्रेजेंटेशन को रीविज़िट करेंगे यहां हम 4 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे 4 बिट साइन बिट को भी कंसीडर करता है तो जब हम 4 बिट के साथ साइन बिट को भी कंसीडर करते हैं तो 2's कॉन्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हम माइनस 8 से लेकर प्लस 7 तक का नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें याद है कि वह नंबर कैसे थे तो 0 0 0 0 का मूल्य 0 था 0 0 0 1 का मूल्य 1 था 0 0 1 0 का मूल्य 2 था ऐसे जाते हुए 0 1 1 1 तक तो यह साइन बिट के तरह बिहेव करता है जोकी 7 था और 1 1 1 0 का मूल्य माइनस 8 था 1 0 0 1 का मूल्य माइनस 7 था 1 0 1 0 का मूल्य माइनस 6 था ऐसे जाते हुए 1 1 1 1 का मूल्य माइनस 1 था तो यह हमें याद है यदि ओवरफ्लो होने की संभावना हो तो वह तब होगा जब 1 पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से ऐड करें और उसका उत्तर 7 से ज्यादा हो तो इसका मतलब जब उत्तर रेंज के बाहर जाए तो अगर एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से ऐड करें और उसका उत्तर माइनस 8 से ज्यादा हो तो मेरा मतलब है माइनस 8 से कम अगर हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन के कांसेप्ट के हिसाब से बोले तो उसका मेग्नीट्यूड 8 से ज्यादा है मतलब माइनस 8 से ज्यादा है पर जब हम पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से ऐड करते हैं तो उसका जो उत्तर आएगा वह रेंज के अंदर ही रहेगा अगर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही रेंज के अंदर हो तो इसका मतलब जो मेग्नीट्यूड है वह रेंज केअंदर ही रहेगा इसका मतलब जब हम एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से ऐड करते हैं तो इसमें कोई ओवरफ्लो नहीं है पर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ऐड करने पर या नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से ऐड करने पर ओवरफ्लो होने की संभावना है यदि हम उदाहरण को देखें तो 0 0 1 0 को 0 0 1 1 से बायनरी एडिशन से ऐड किया तो उत्तर में 0 1 0 1 मिलता है जिसमें साइन बिट पॉजिटिव है और नंबर 5 है जोकि रेंज के अंदर है मतलब कोई ओवरफ्लो नहीं अब अगर हम 2 को 7 से ऐड करते हैं मतलब 0 0 1 0 प्लस 0 1 1 1 तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 0 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 0 प्लस 0 1 जो उत्तर हमें मिलता है वह 1 0 0 1 है इस नंबर को अगर हम देखें तो 9 है प्लस 9 है अगर हम बायनरी कोडेड में होते तो क्योंकि यह साइन बिट नहीं है इसको हम 1 0 0 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे पर हम जानते हैं इस नंबर रिप्रेजेंटेशन में मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर प्लस 7 है और 1 0 0 1 जो यहां है वह माइनस 7 है तो यह रेंज के बाहर है मतलब ओवरफ्लो है अब हम एक ऐसा उदाहरण देखेंगे नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर तो माइनस 2 और माइनस 3 है माइनस 2 को हम 1 1 1 0 ऐसे लिख सकते हैं और माइनस 3 को हम 1 1 1 1 ऐसे लिख सकते हैं अब ऐड करेंगे 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 कैरी 1 तो उत्तर में हमें 1 0 1 1 मिलता है और कैरी भी मिलता है जिसे हम इग्नोर करेंगे 1 0 1 1 का मूल्य माइनस 5 है जोकि सही है और एक वैद्य वैलिड valid नंबर है तो माइनस 2 1 1 1 0 है और माइनस 7 1 0 0 1 है यदि हम इसे ऐड करते हैं तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1 तो कैरी को हम इग्नोर करेंगे 0 1 1 1 हमें मिलता है इसका मूल्य प्लस 7 है जोकि सही नहीं हैं तो इस केस में ओवरफ्लो है उत्तर माइनस 9 होता पर माइनस 9 रेंज के बाहर है माइनस 8 मैक्सिमम नंबर जो हमें मिल सकता है यह कुछ ऐसे उदाहरण है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जहां आप देख सकते हैं की ओवरफ्लो नहीं होता है और उसका मेग्नीट्यूड रेंज के अंदर ही रहता है अगर हमारे पास एक एडर है जिसे हम यह नंबर इनपुट के तौर पर देते हैं तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे इस सिंपल लॉजिक सर्किट जो इनपुट लेता है इस एडर सम और कैरी बिट जेनरेट हो रहा है अगर 4 बिट एडिशन हो तो S0 नॉट् naught S3 जेनरेट होगा और कैरी भी जेनरेट होगा अगर बीच में कोई कैरी हुआ तो C2 C1 C0 नॉट् naught भी जेनरेट होगा तो हम क्या देखते है की ओवरफ्लो तब होगा जब यह दो कैसस होंगे जब साइन बिट 0 होगा यहां साइन बिट जो कि S3 है वह 1 है यह कैस है A3 प्राइम B3 प्राइम और S3 यह एक ऐसा केस है जो होता है जो बाकी कैसस में नहीं होता है जब S3 0 है तब आप देख सकते हैं यह आउटपुट को 1 करके जेनरेट नहीं करेगा और दूसरी केस में जब वह होता है तो साइन बिट 11 है तो यह साइन बिट जेनरेट हो रहा है S3 ऑपोजिट है तो यह कुछ ऐसे कैसस हैं जब A3 B3 1 है और S3 0 है तो हम S3 प्राइम ले रहे हैं इसे हम ऐड कर देंगे और फिर हमें सही जवाब मिल जाएगा अगर हमें बीच में जनरेट हुआ कैरी C2 को ऐक्सेस करना हो और हमें पता है C3 फाइनल कैरी है जो जनरेट हो रहा हैं तो हम देख सकते हैं जब भी ओवरफ्लो होगा C3 फाइनल कैरी होगा और C2 C3 के पहले वाला कैरी होगा मतलब यदि एक 0 हो तो दूसरा 1 होगा यदि हम XOR लेते हैं तो जो ओवरफ्लो है वह डिटेक्ट कर सकते हैं बाकी कैसस में यह 11 है और वैसे ही यह 0 0 है तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई केस नहीं है जो C2 और C3 के लिए कैरी जेनरेट कर रहा हो तो यह एक अलग तरीका है XOR गेट मिलने का अगर हमें C3 और C2 का ऐक्सेस मिलता है A3 B3 इनपुट डाटा है S3 जेनरेट हो रहा है तो इन सबको मिलाकर एक ऐसा लॉजिक रिलेशन तैयार कर सकते हैं और अब हम ओवरफ्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं यदि ओवरफ्लो हो तो हमें रेमेडियल ऐक्शन लेना होगा अब हम BCD एडिशन और सबट्रैक्शन देखेंगे उससे पहले हमें यह देखना होगा BCD नंबरस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो BCD नंबरस मतलब बायनरी कोडड डेसीमल नंबरस है हमने पहले ही BCD डिकोडिंग और ऐसी कुछ चीजें पहले ही देखा है हमें पता है की BCD नंबरस 0 से लेकर 9 तक है इसका मतलब यह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के समान ही है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिटस है और उसके बायनरी कोड 0 0 0 0 से लेकर 1 0 0 1 तक है तो BCD कोडिंग यदि नंबर 9 ज्यादा हो तो वह वैध वैलिड valid नहीं है अगर 2 डिजिट डेसीमल नंबर हो तो मान लो 53 तो इसे BCD में कैसे रिप्रेजेंट करें तो 5 को 0 1 0 1 और 3 को 0 0 1 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते है तो BCD कोडड 2 डिजिट डेसीमल नंबर 53 को हम दो 4 डिजिट बायनरी नंबर 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इसे बायनरी कोडड डेसीमल मैं लिखना हो तो डेसीमल नंबर 5 और 3 लिखेंगे इसका मतलब हमें 4 का समूह ग्रुप group लेना होगा कुछ उदाहरण देखते हैं 10 0 0 0 1 0 0 0 0 99 1 0 0 1 1 0 0 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 तो 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए 12 डिजिट्स लगेंगे इसी तरीके से अगर 4 डिजिट डेसिमल नंबर 6902 का रीप्रेजेंटेशन देखे तो 6 को 0 1 1 0 9 को 1 0 0 1 0 को 0 0 0 0 और 2 को 0 0 1 0 ऐसे लिखते हैं तो इस तरीके से हम बायनरी कोडड डेसीमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब हम इन नंबरस की एडिशन और सबट्रैक्शन देखेंगे अब हम कुछ थीअरि देखेंगे जो कि हमें BCD एडिशन के सर्किट बनाने में काम आएगा सबसे पहली चीज BCD एडिशन का जो उत्तर आता है वह तभी ही वैध वैलिड valid होगी जब उसका सम 9 या 9 से कम हो तो क्योंकि वही वैलिड BCD रिप्रेजेंटेशन होगा तो अगर हम 5 प्लस 2 करते हैं मतलब 0 1 0 1 को 0 0 1 0 से प्लस करते हैं तो हमें 0 1 1 1 जोकि 7 यह मिलता है वैसे ही 3 प्लस 6 करते हैं तब 9 मिलता है यह दोनों उत्तर जो हमें मिला है वह वैलिड है क्योंकि वह BCD रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत है पर दिक्कत तब आती है जब नंबर का सम 9 से ज्यादा हो एक उदाहरण लेते हैं 0 1 0 0 जोकि 4 है और 0 1 1 1 जोकि 7 है जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें 1 0 1 1 बायनरी नंबर मिलता है अगर हम इसका वजन वेट weight देखते हैं तो इसका मूल्य 11 आता है जोकि एक वैद्य वैलिड valid BCD नंबर नहीं है इसके लिए कोई सिंबल नहीं है जैसे 0 से लेकर 9 के लिए है तो BCD में 1 0 0 1 तक का नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं 4 डिजिट के समूह ग्रुप group में तो जो उत्तर हमें मिला है वह वैलिड BCD नहीं है एक और उदाहरण लेते हैं 9 प्लस 8 मतलब 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 0 जिसका उत्तर 1 0 0 0 1 आता है और इसमें कैरी भी है तो यह कुछ ऐसा है जो रेंज के बाहर है इस एडिशन का मूल्य 17 है 17 हमें डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन सिंबल के तौर पर नहीं मिलता है तो यह कुछ ऐसे कैसेस हैं जहां हमें दिक्कत होती है तो इसका उपाय यह है कि हर केस में 6 से एडिशन करेंगे तो हम देखते हैं यह करने पर क्या होता है तो जब उत्तर 9 से ज्यादा हो तो हमें एक लॉजिक सर्किट डिवेलप करना होगा जो मिलने वाले उत्तर को 0 1 1 0 से ऐड कर सके तो अगर हम यह कर पाते हैं तो क्या होगा यह 1 है यह 1 1 0 है और वह एक कैरी है जिसे हम 1 से ऐड करते हैं हमें 0 और कैरी 1 मिलता है तो अब जो उत्तर मिला है यह प्रॉपर BCD कोडड रिप्रेजेंटेशन है यदि केवल एक ही 1 हो तो लीडिंग 0's डाल सकते हैं 0 0 0 1 BCD नंबर 1 है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है तो 0 0 0 1 1 है और यह दूसरा नंबर 0 0 0 1 है इसका मतलब 1 1 अगर हम इसे एक डिस्प्ले डिवाइस के तरफ ले जाए जो यह 4 डिजिट को 7 सेगमेंट डिस्पले ड्राइवर में कन्वर्ट करता है तो सारे डिस्प्ले डिवाइस 1 और 1 दिखाएंगे जो कि 1 1 है और यह सही जवाब है तो इसी तरीके से इस केस में 17 है इसका अगर हम बायनरी वेटड वैल्यू निकाले और 6 से ऐड करें तो हमें 0 1 1 1 मिलता है जोकि 7 है और यह 1 भी मिलता है तो हम चेक कर सकते हैं ऐसे हर एक केसस के लिए यह इसी तरीके से होगा जब भी नंबर 9 से ज्यादा होगा तो हम 6 से ऐड करेंगे और फिर हमें BCD फार्मेट में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो यह ऐसा है हम इसे ध्यान रखेंगे और एप्रोप्रियेट लॉजिक फंक्शन डिवेलप करने की कोशिश करेंगे तो वह लॉजिक क्या है क्योंकि वह हमारी सर्किट का हिस्सा होगा और उसकी मदद से हमें BCD एडर डिवेलप करना है तो हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जब नंबर 0 से लेकर 9 के बीच हो तो 6 से एडिशन करना है या नहीं तो मान लो इसे हम आउटपुट Y लेते हैं जब Y 0 है तब 6 से एडिशन की जरूरत नहीं है इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक नंबर हो तो 6 से एडिशन की जरूरत नहीं है अगर नंबर 10 11 12 से लेकर 18 तक हो मतलब जो दो नंबर ऐड हो रहे हैं वह मैक्सिमम 9 और 9 है यह हर एक केस में आउटपुट 1 है क्योंकि 6 से एडिशन की जरूरत है और फिर हमें कौन से नंबर मिलते हैं 10 11 12 के लिए एडर के सम बिट्स S0 नॉट् naught से लेकर S3 तक है और कैरी बिट C3 है इसका जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है वह 0 1 0 1 0 जोकि 10 है और 1 0 0 1 0 जोकि 18 है इसका मतलब 5 बिट्स से 32 अलग अलग पॉसिबिलिटीस हो सकते तो यह जो पॉसिबिलिटीस है वह 18 19 20 इत्यादि से ज्यादा कभी नहीं होगा अगर इनपुट डिजिटस BCD हो तो मैक्सिमम इनपुट 9 और 9 ही दे सकते हैं इसका मतलब 18 से आगे आने वाले हर एक वैल्यू को डोंट केयर माना जाता है तो इस ट्रूथ टेबल को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा अगर हम इस ट्रूथ टेबल को सिम्प्लिफ़ाइ करें स्टेन्डर्ड अलजेब्रिक प्रोसेस या कार्नो मैप या QM एल्गोरिथ्म से तो हमें ऐसा कुछ रिलेशनशिप मिलता है तो जब भी C3 हो तो Y फ्लैग का होना जरूरी है मतलब 6 से एडिशन करने वाला फ्लैग हाई है क्योंकि C3 मतलब नंबर 16 या उससे ज्यादा है तो यह S3 और S2 है अगर यह दोनों हो तो यह सारी केसस होगे तो S3 मतलब 8 S2 मतलब 4 8 प्लस 4 12 है ऐसे भी केसस आ सकते हैं जहां S3 S1 का वैल्यू हाय है तो S3 मतलब 8 S1 मतलब 2 है तो इन सारे केसेस में हम यह देख सकते हैं S0 नॉट् naught हो या ना हो नंबर 10 से ज्यादा या 10 हो सकता है तो यह सारे केसेस हैं जो इस इक्वेशन में परफेक्टली फिट होता है और इसकी जो मिनटर्मस को लेकर मिनिमाइजेशन है वह स्टेन्डर्ड प्रोसेस से कर सकते हैं उसके बाद फिर मिनिमाइज कर सकते हैं बुलियन अलजेब्रा या फिर कार्नो मैप या फिर QM एल्गोरिथ्म से और फिर हमें यह मिलता है तो बेसिकली हमें इस कॉन्बिनेशनल लॉजिक को रीलाइज़ करना है हार्डवेयर में जो सर्किट बनेगा वो कैसे दिखेगा यह देखते हैं तो BCD एडर का पूरा सर्किट ऐसे दिखेगा तो यहां पहला एडर 7483 है यह 4 बिट एडर है जो जेनरेट कर रहा है S0 नॉट् naught से S3 तक यह C3 है और अगर BCD एडर पिछले स्टेज के कैरी लेता है तो उसे वह यहां यूज करता है और यह लॉजिक सर्किट है जो जनरेट करता है की 6 ऐड होगा कि नहीं तो यह C3 यहां कनेक्ट हो रहा है और यह S3 AND S2 और S3 AND S1 है तो यह AND गेट S3 S1 और यह S3 S2 है और फाइनली इन दोनों को OR करते हैं अगर यह 1 होगा इसका मतलब 6 ऐड करना और अगर यह 0 होगा तो कोई एडिशन की जरूरत नहीं है इसका मतलब 0 ऐड हो रहा है तो यह नंबर जो पहले ऐड हो रहा था उसको अब नेक्स्ट 4 बिट एडर की तरफ लाना है और जब Y हाई है तब यह नंबर यहां आता है तो 0 1 1 0 मतलब A3 0 है A2 1 है A1 1 है और A0 0 है तो इसका क्या मतलब है यह की 0 1 1 0 याने की 6 ऐड हो रहा है और अगर यह 0 रहा तो ये 0 0 0 0 ही रहेगा इसका मतलब कोई एडिशन नहीं होगा तो जो फाइनली मिलेगा वह BCD डिजिट होगा और यदि कोई कैरी हो तो उस कैरी को डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें लीडिंग 0's रहेंगे जैसे हमने पहले दिखाया था करेक्शन Cout OR गेट आउटपुट से है अगर कोई दूसरा BCD नंबर ऐड हो रहा है जैसे कि 53 यह जो कैरी है उसे नेक्स्ट BCD एडर के तरफ ले जाया जाएगा वहां उसे इनपुट के तौर पर दिया जाएगा तो इस तरीके से BCD एडर का एक यूनिट एक्ट करता है हम एक उदाहरण देखते हैं 49 को 58 से ऐड करना है तो 49 को BCD में 0 1 0 0 1 0 0 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 58 को 0 1 0 1 1 0 0 0 ऐसे जब हम इसे ऐड करेंगे तो कैरी जेनरेट होता है तो जो नंबर है वह 9 से ज्यादा है इसलिए 6 ऐड हो रहा है 6 से एडिशन के बाद 7 मिलता है और फिर यह जो कैरी है वह ऐड हो जाता है अगले नंबर 4 और 5 से और उसका उत्तर 1 0 1 0 ऐसे मिलता है जोकि डायरेक्ट BCD नहीं है तो यहां हम 6 ऐड करेंगे एडिशन के बाद हमें 0 0 0 0 और एक कैरी मिलता है जो कैरी 1 मिला है उसके आगे लीडिंग 0's लगा देंगे और जो फाइनल उत्तर हमें मिलता है वह 107 है यदि हम डेसीमल में ऐड करके देखें तो यही जवाब मिलता है अब BCD सबट्रैक्शन BCD सबट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले देखेंगे की 10's कंप्लीमेंट 10's complement में सबट्रैक्शन कैसे होता है हमने 2's कंप्लीमेंट 2's complement से सबट्रैक्शन किया है बायनरी में कुछ उस तरीके से ही है तो यहां क्या होता है हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे दो पॉसिबिलिटीस है बड़े नंबर को छोटे नंबर से सबट्रैक्ट करना और छोटे नंबर को बड़े नंबर से सबट्रैक्ट करना तो उदाहरण के तौर पर हम 7 माइनस 4 लेते हैं तो जैसे हमने 2's कंप्लीमेंट 2's complement मैं किया था वैसे ही सबसे पहले हम वियोजक सबट्राहैंड subtrahend का 10's कंप्लीमेंट 10's complement निकालेंगे तो 10's कंप्लीमेंट 10's complement मतलब 10 माइनस वह नंबर तो यह हमें 10's कंप्लीमेंट 10's complement देता है उस नंबर का याने की उस नेगेटिव नंबर का तो 4 का 10's कंप्लीमेंट 10's complement 6 है 6 को हम 7 से ऐड करेंगे जिसका उत्तर 13 है यदि कैरी रहा तो उत्तर पॉजिटिव होगा कैरी को हम इग्नोर करेंगे और जो डिफरेंस है वह कैरी के बगैर होगा कैरी निकालने के बाद उत्तर 3 है तो आप देख सकते हैं कि यह 2's कंप्लीमेंट 2's complement एडिशन ऑफ़ नेगेटिव नंबर के समान ही है तो कैरी निकालने के बाद उत्तर 3 है तो 7 माइनस 4 का उत्तर पॉजिटिव 3 है और अगर यह 4 माइनस 7 होता तो क्या होता तो हम 7 का 10's कंप्लीमेंट 10's complement लेंगे मतलब 10 माइनस 7 जोकि 3 है 4 प्लस 3 जोकि 7 है हम देख सकते हैं कोई कैरी नहीं है इसका मतलब 7 7 ही है कैरी नहीं है मतलब उत्तर नेगेटिव है यहां आप देख सकते की यह 2's कंप्लीमेंट सबट्रैक्शन 2's complement subtraction के समान है अब जो डिफरेंस है यह केस के लिए वह 2's कंप्लीमेंट फ़ॉर्म 2's complement form में रहेगा तो उत्तर का करेक्ट मेग्नीट्यूड बायनरी कोडड रिप्रेजेंटेशन में मिलने के लिए हमें एक और बार 2's कंप्लीमेंट 2's complement करना होगा तो इस केस में जब उत्तर नेगेटिव हो और हमें उसका मेग्नीट्यूड जानना हो तो हम 7 का 10's कंप्लीमेंट 10's complement लेंगे मतलब 10 माइनस 7 जोकि 3 है तो उत्तर नेगेटिव है और उसका मेग्नीट्यूड 3 है इस तरीके से हम 0's कंप्लीमेंट 10's complement सबट्रैक्शन कर सकते हैं डेसिमल नंबर के लिए अब हम इस डेसिमल नंबर को BCD मे रीप्रेजेंट करेंगे इसका सर्किट कैसे दिखेगा इसके लिए हमें एक 10's कंप्लीमेंट 10's complement जनरेटर लगेगा अगर उत्तर नेगेटिव रहा तो 10's कंप्लीमेंट 10's complement जनरेटर लगेगा और अगर उत्तर पॉजिटिव रहा तो 10's कंप्लीमेंट 10's complement जनरेटर की जरूरत नहीं है पर जब हार्डवेयर की तरफ देखते तो चाहे इसकी जरूरत हो या ना हो वह उसी प्लेस पर रहेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं की 10's कंप्लीमेंट 10's complement कैसे जनरेट करते हैं तो जो सर्किट आप देख रहे हैं वह 10's कंप्लीमेंट 10's complement जनरेट करता है तो वह कैसे करता है इसे देखने के लिए हम 1 0 1 0 का उदाहरण लेंगे जिसका हमें 10's कंप्लीमेंट 10's complement निकालना है तो 10 का हमें 10's कंप्लीमेंट 10's complement निकालना है जो सबट्रैक्ट करना है 4 बिट एडर से सबट्रैक्शन कैसे करते हैं यह हमें पहले ही पता है तो यह XOR गेट का बैंक है तो अगर यह 1 रहा तो इंवर्जन हो के यहां मिलेगा इसका मतलब 1's कंप्लीमेंट 1's complement मिलेगा और फिर यह 1 जो की कैरी है वह ऐड हो जाएगा और हमें 2's कंप्लीमेंट 2's complement मिलेगा इसके बाद उत्तर में हमें 1 0 1 0 यह मिलेगा बायनरी कोडड डेसिमल में जोकि ओरिजिनल नंबर का 10's कंप्लीमेंट 10's complement है अगर कैरी रहा तो उसे हम इग्नोर करेंगे अगर X 0 रहा तो क्या होगा यही नंबर पास हो जाएगा इसी सर्किट से और इस केस हम एडिशन भी कर सकते हैं यह सबट्रैक्शन के लिए भी है यह रीकर्इंग रहेगा ताकि यह वैल्यू 1 रहे तो यह 10's कंप्लीमेंट जनरेटर 10's complement generator है सबट्रैक्शन के टाइम पर यह कैसे चलता है तो वियोजक सबट्राहैंड subtrahend को हम यहां रखते हैं और वियोज्य मायन्यूएंड minuend को हम यहां रखते हैं तो अब हम BCD एडिशन करेंगे जो हमने पहले देखा है अगर BCD एडिशन कैरी जेनरेट करता है तो उत्तर पॉजिटिव है और हमें कुछ नहीं करना है इसका मतलब उस उत्तर को हमें वैसे ही लेना है कैरी जेनरेट होता है तो यह आउटपुट 0 रहेगा आउटपुट 0 मतलब यह 0 रहेगा इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं और यह नंबर पास हो रहा है जो साइन है आप देख सकते हैं वह पॉजिटिव हैं जब कैरी आउट 0 है इसका मतलब नंबर नेगेटिव हैं तो उस वक्त यह 1 रहेगा और हमें इसका 10's कंप्लीमेंट 10's complement लेना होगा तो 10's कंप्लीमेंट 10's complement के बाद हमें यहां मिलता है तो यह BCD सबट्रैक्टर यूनिट है आखिर में हम जल्द से एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं की 9's कॉन्प्लीमेंट 9's complement और 1's कंप्लीमेंट 1's complement क्या है मेरा मतलब है डेसिमल सिस्टम और बायनरी सिस्टममें सबट्रैक्शन के लिए यह कैसे उपयोगी है 9's कॉन्प्लीमेंट 9's complement मैं हम नंबर हो 9 से सबट्रैक्ट करते हैं 10 से नहीं अगर हम 7 माइनस 4 का उदाहरण ले तो 4 का 9's कॉन्प्लीमेंट 9's complement मतलब 9 4 5 है 7 प्लस 5 12 है तो अगर कैरी रहा तो उत्तर पॉजिटिव है तो उस वक्त इस कैरी को क्या करें इस कैरी को काफी बार एंड अराउंड कैरी भी कहते है तो अगर कैरी रहा तो उसे ऐड करना होगा उत्तर मिलने के लिए तो 2 प्लस 1 3 जोकि पॉजिटिव है कैरी के मौजूदगी के वजह से वह नंबर पॉजिटिव है और उसका वैल्यू 2 प्लस कैरी जोकि 3 है दूसरे केस में जब हम 7 को 4 से सबट्रैक्ट करते हैं तो 7 का 9's कॉन्प्लीमेंट 9's complement मतलब 9 7 2 है तो 4 प्लस 2 जोकि 6 है और कैरी नहीं है मतलब उत्तर नेगेटिव है पिछले वाले में कैरी मौजूद था पर अब कैरी नहीं है इसका मतलब जो उत्तर है वह 9's कॉन्प्लीमेंट 9's complement में है तो इस नेगेटिव नंबर के मेग्नीट्यूड के लिए हमें एक और बार 9's कॉन्प्लीमेंट 9's complement लेना होगा तो 6 का 9's कॉन्प्लीमेंट 9's complement 3 है तो उत्तर माइनस 3 है अगर आप बायनरी नंबर का 1's कॉन्प्लीमेंट सबट्रैक्शन 1's complement subtraction देखें तो यह 7 है और यह 4 है तो 1's कॉन्प्लीमेंट 1's complement हमने पहले देखा है जो कि इसका इंवर्जन है 0 1 0 0 का 1's कंप्लीमेंट 1's complement 1 0 1 1 है उसे ऐड करने पर 1 0 0 1 0 मिलता है जिसमें कैरी भी शामिल है इसका मतलब उत्तर पॉजिटिव है अगर 2's कंप्लीमेंट 2's complement में उत्तर मिला होता तो जो कैरी मिलता है उसे हम ऐड कर देते हैं वैसे ही जैसे हमने 9's कंप्लीमेंट 9's complement के लिए किया है 1's कंप्लीमेंट 1's complement में जो कैरी मिलता है उसे हम ऐड कर देते हैं तो 0 0 1 0 प्लस 1 इसका उत्तर 0 0 1 1 जोकि 3 है और यह उत्तर पॉजिटिव है अब बड़े से छोटा याने की 4 माइनस 7 वाला केस लेते हैं तो 0 1 1 1 का 1's कंप्लीमेंट 1's complement 1 0 0 0 इसे हम ऐड करेंगे 0 1 0 0 तो उत्तर में हमें 1 1 0 0 मिलता है जिसमें कैरी नहीं है इसका मतलब उत्तर नेगेटिव है और उसका ऐक्चुअल डिफरन्स के लिए हमें फिर से उसका 1's कंप्लीमेंट 1's complement लेना होगा तो 1 1 0 0 का 1's कंप्लीमेंट 1's complement 0 0 1 1 है जिसका मूल्य 3 है इसका मतलब उत्तर माइनस 3 है इस क्लास का सारांश लेते हैं एडर में ओवरफ्लो तब होता है जब उत्तर रेंज के बाहर चला जाता है 4 बिट के केस में यह रेंज माइनस 8 से 7 तक हैं 8 बिट के केस और दूसरी सारे केससब के लिए उसका ओवरफ्लो और लॉजिक रिलेशन जो होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए वह इनपुट बिट्स से लेंगे जोकि नजदीक है जिसे हम साइन बिट या प्रीवियस स्टेज के कैरी ऐसे डेजिग्नेट करते हैं BCD एडिशन में अगर उत्तर 1 0 0 1 से ज्यादा हो तो हमें उसे फिर से 6 यानी की 0 11 0 से एडिशन करना होगा BCD एडर को 4 बिट बायनरी एडर और लॉजिक सर्किट की जरूरत होगी यह डिसाइड करने कि कब 6 ऐड करना है BCD सबट्रैक्शन को 10's कंप्लीमेंट जेनरेटर सर्किट और नॉर्मल BCD एडर की जरूरत है तो दो 10's कंप्लीमेंट जेनरेटर सर्किट और 1 BCD एडर से हम BCD सबट्रैक्शन कर सकते हैं 9's कंप्लीमेंट सब ट्रैक्शन डेसिमल में और 1's कंप्लीमेंट सबट्रैक्शन बायनरी में एक समान है हमने उदाहरण देखे हैं यह हम कैसे कर सकते हैं इसे हम एक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो 2's कंप्लीमेंट और 10's कंप्लीमेंट के लिए चलता है धन्यवाद